नमस्ते दो चरण प्रवाह और गर्मी हस्तांतरण के सातवें व्याख्यान में आपका स्वागत है तो आज का विषय स्लग प्रवाह मॉडल है तो इस व्याख्यान के अंत में आप निम्नलिखित बातों को समझेंगे आप स्लग बुलबुला के वेग को निर्दिष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण नॉन डायमेंशनल संख्याओं की पहचान करेंगे हम ड्रिफ्ट फ्लक्स मॉडल और लामिनार प्रवृत्ति का उपयोग करते हुए स्लग बुलबुले के वेग की भविष्यवाणी करेंगे हम पता लगा रहे होंगे कि टरबुलेंट प्रवाह के लिए वेग कैसे बदल रहा है हम एक ऊर्ध्वाधर ट्यूब के अंदर गैसीय प्लग के आसपास फिल्म सतही वेग की गणना करेंगे और हम क्षैतिज स्लग प्रवाह के अंदर दबाव गिराव के आकलन को समझेंगे अब आपको बेहतर समझ प्रदान करने के लिए कि स्लग प्रवाह क्या है मैंने आपको यहाँ योजनाबद्ध तरीके से दिखाया है तो आप यह जान सकते हैं कि इस योजना में हम यहाँ एक टेलर बुलबुले को गैसीय प्लग के रूप में रख रहे हैं और 2 गैसीय प्लग के बीच में हमारे पास तरल स्लग होंगे तो वास्तव में स्लग बुलबुला प्रवृत्ति में आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे अनुचर बुलबुले यहाँ इस गैसीय प्लग से पहले हैं लेकिन आसानी के लिए और विश्लेषण के उद्देश्य से हमने उन अनुचर बुलबुले को हटा दिया है हम यहाँ पर केवल गैसीय प्लग और उसके बाद एक तरल स्लग से निपटेंगे तो यह गैसीय स्लग और गैसीय प्लग और तरल स्लग के कुछ प्रकार के दोहराए जाने वाले स्वरूप होंगे इसलिए हमने यहाँ पर क्या विचार किया है हमने माना है कि यह एक यूनिट सेल है जहां हम हम पता लगा लेंगे कि एक गैसीय प्लग यहाँ पर है इसके शीर्ष पर पिछले गैसीय प्लग से एक तरल स्लग का हिस्सा हैं और उसके निचले भाग में हम इस गैसीय प्लग के लिए तरल स्लग का एक और हिस्सा रख रहे हैं तो यह सेल वास्तव में नीचे की तरफ जारी रहेगा साथ ही ऊपर की ओर ठीक तो हमारी चिंता का विषय यहाँ पर है यह यूनिट सेल ठीक है अब हम इस यूनिट सेल पर विचार करें यदि आप इस यूनिट सेल को देखते है हमारे पास गैसीय प्लग हैं लेकिन उसके आसपास तरल फिल्म भी है ठीक हैं तो यहाँ हमारे पास तरल फिल्म हैं यहाँ भी तरल फिल्म हैं अब यह गैसीय प्लग वेग ub के साथ आगे बढ़ेगा और उस गैसीय प्लग गति को समायोजित करने के लिए तरल को नीचे आने की जरूरत है इसलिए यहां हम तरल के तरल वेग मात्रा प्रवाह दर का पता लगाएंगे हमने यहाँ Qf माना है सही और यहाँ पर फिल्म की मोटाई को पहचानने के लिए हमने यहाँ माना है कि फिल्म की मोटाई डेल्टा है और हमने यहाँ माना है मौजूद स्लग बबल के ऊर्ध्वाधर भाग में फिल्म की मोटाई एक समान होती जा रही है और यह मोटाई वास्तव में d इंफिनिटी है तो जाहिर है कि हम जानते हैं कि पाइप व्यास हम हमेशा कैपिटल डी से दर्शाते हैं और संपूर्ण प्रवाह दर तरल और गैस के लिए Qf और Qg है याद रखें कि तरल वास्तव में Qf के मात्रात्मक प्रवाह दर के साथ यहाँ नीचे आ रहा है वास्तव में समग्र तरल ऊपर की ओर बढ़ रहा है क्योंकि यह तरल स्लग नीचे टेलर के द्वारा धकेला जा रहा है निचली गैसीय प्लग और तरल का समग्र संचलन भी उर्ध्व दिशा में गैस के साथ साथ होता है सही तो आप पता कर सकते हैं कि Qf Qg के साथ साथ ऊपर की दिशा में भी है तो सबसे पहले हम पता लगाने का प्रयास करे कि इस गैसीय प्लग के राइज वेग की गणना कैसे की जा सकती है तो इसके लिए बहुत सारे सहसंबंध उपलब्ध हैं प्रयोगात्मक रूप से देखे गए सहसंबंध उपलब्ध हैं सबसे अच्छा यह है k1 03451 e 001 Nf 0345 1 e337 Eo m ठीक है आइए जानें कि पहले ये टर्म क्या हैं K1 इसलिए K1 वास्तव में ρf u∞2 है तो जहां ρf वास्तव में तरल घनत्व है और u∞ गैसीय प्लग के बुलबुले का टर्मिनल वेग है और हमारे पास D पाइप व्यास g गुना ρf माइनस ρg टू दी पावर हाफ कर रहे हैं इसलिए हम इस पूरी अभिव्यक्ति को यहाँ पर रख सकते हैं जो कि u∞ के एक फंक्शन के रूप में हो रही है फिर अभिव्यक्ति में यदि आप आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और नॉन डायमेंशनल संख्या है जो Nf है यह वास्तव में इनवर्स नॉन डायमेंशनल विस्कोसिटी है तो आप यह पता लगा सकते हैं कि यह Nf वास्तव में D3 g ρf ρg ρf ½ μf दर्शाता है तो हम इसको इन्वर्स विस्कोसिटी नॉन डायमेंशनल विस्कोसिटी कह सकते हैं दूसरी ओर यदि आप आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ईटवोस नंबर हैं तो यूटोवोस नंबर आप सभी को एक बार फिर से पता चल जाएगा कि यूटोवोस नंबर D2g ρf ρg σ होगा तो यहाँ हमें उछाल बल और सतह तनाव बल के बीच का अनुपात मिलता है यहां हमें आपके बायअंशी बल और विस्कोसिटी बल के बीच का अनुपात मिलता है और यहां जड़ता और आपका बायअंशी बल होता है सही अब केवल अनुभवजन्य स्थिरांक m बचा हुआ है तो m 10 होगा यदि तुम्हारी नॉन डायमेंशनल इनवर्स विस्कोसिटी 250 से अधिक है m को 69 Nf 035 के रूप में दर्शाया जा सकता है यदि Nf 18 से 250 के बीच में बदलता रहा है और यदि Nf 18 से कम है तो इसका मतलब है कि ज्यादा विस्कस प्रवाह के लिए आपको पता चल जाएगा कि m 25 के बराबर है इसलिए अगर मैं इन सभी नॉन डाइमेंशनल नंबर को यहां रखता हूं तो मुझे अन्य सभी मापदंडों का पता चल जाएगा केवल अज्ञात u∞ होगा तो कोई गैसीय प्लग के वेग का पता लगा सकते है एक बार जब हम गैसीय प्लग के वेग को जानते हैं तो हमें यह पता लगाना होगा कि सतही वेग क्या है और यह कैसे लामिनार और टरबुलेंट क्षेत्र जैसी कुछ अलग स्थितियों के लिए पता लगाया जा सकता है तो आइए हम यह देखने की कोशिश करें कि एक स्लग प्लग प्रवाह में बुलबुला वेग में कैसे बदलता रहता है तो पहले हमने आपको दिखाया है कि औसत तरल स्लग वेग J के अलावा कुछ नहीं होगा हम सभी जानते हैं कि J Q A के बराबर है और Q को Qg Qf के रूप में लिखा जा सकता है ठीक है तो Qg और Qf पहले से ही मैंने आपको चित्र में दिखाया है यह Qf और यह Qg ठीक है तो आपको पता चल जाएगा कि j वास्तव में Qg Qf A है अब एक स्वतंत्र बढ़ते बुलबुले के लिए है तो हम कहते हैं कि बुलबुला स्वतंत्र रूप से घूम रहा है तो हम जानते हैं कि ub वास्तव में गैस वेग का प्रतीक होगा तो बुलबुला वेग अंततः गैस वेग बन जाएगा तो हम ub को Ug के बराबर लिख सकते है और अगर हम देखते हैं कि औसत की तुलना में वेग क्या है समग्र वेग जिसका मतलब है औसत समग्र वेग की तुलना में जो स्लिप वेग है कि ujg होगा जो वास्तव में u∞ बराबर है जिसे हमने पिछली स्लाइड में गणना की है अगला यहाँ पर आप इस समीकरण को देखते हैं अगर हम ub डालते हैं जो कि ug के बराबर है तो हम j प्लस ugj का पता लगा सकते हैं अब बस अब हमने दिखाया है कि वास्तव में ugj यू इनफिनिटी हैं तो हम पता करेंगे ub j u∞ के बराबर है तो यह नई अभिव्यक्ति हम पाएंगे ub j u∞ यह एक स्लग प्लग प्रवाह में लैमिनर बुलबुली गतिविधि के लिए मान्य है तो यह यू इनफिनिटी अनकन्सट्रैन्ट बुलबुला वेग है तो अगर आप स्लग प्लग प्रवाह के अंदर की वॉल पर विचार नहीं करते हैं तो यह u∞ पिछले अभिव्यक्ति से यहाँ पर पाया जा सकता है और स्लग प्लग प्रवाह में बुलबुला वेग को j के साथ u∞ को जोड़कर पता लगाया जा सकता है ठीक है अब पहले से ही हम जानते हैं कि औसत वॉइड अंश क्या है उसका पता लगाना है औसत वॉइड अंश औसत वॉइड अंश α को jg के रूप में लिखा जा सकता है अब हम जानते हैं कि ug बराबर ub होगा तो वास्तव में इस स्लग प्लग प्रवाह मामले में α को हम jg ub के रूप में लिख सकते हैं तो आखिरकार हम लामिनार प्रवाह के लिए ub j u∞ प्राप्त करते हैं और α औसत वॉयड अंश jg ub के बराबर है याद रखें इस प्रकार के स्लग प्लग प्रवाह के मामले में वॉइड अंश अलग अलग क्रॉस सेक्शन पर प्रवाह में वृद्धि होने पर समय के साथ बदलते रहेंगे इसलिये यहाँ जब भी हम इस तरल स्लग मामले को देखते हैं तो स्पष्ट रूप से वॉइड अंश होगा और यहाँ यदि आप यहाँ देखते हैं तो आपके पास परिमित मात्रा में वॉइड अंश होगा इसलिए हम हमेशा सेल में औसत अंश का पता लगाने में रुचि रखते हैं अब यहां हमने लैमिनार प्रवाह के बारे में बात की है आइए देखें कि क्या होगा अगर हम हमारे पास पूर्णतः विकसित टरबुलेंट प्रवाह होगा इसलिए हमारे पास यदि पूर्णतः विकसित टरबुलेंट प्रवाह होगा तो हम इसे पता लगा लेंगे कि बुलबुला वेग थोड़ा बदल रहा है तो हम अनुभवजन्य रूप से क्या कर सकते हैं हम 2 स्थिरांक यहाँ 2 स्थिरांक जोड़ सकते हैं C1and C2 अभिव्यक्ति के साथ जो भी हमने पाया है लैमिनार प्रवृत्ति में ub के लिए पाया है तो पहले से ही हम लैमिनार प्रवृत्ति में दिखा चुके हैं कि ub बराबर j u∞ है हम लिख रहे हैं ub बराबर C1j C2u∞ है अब विभिन्न शोधकर्ताओं ने C1and C2 के मूल्यों का प्रस्ताव दिया है वालिस ने प्रस्ताव दिया है कि आप स्लग प्लग प्रवाह के लिए C1 12 और C2 1 ले सकते हैं यदि आपका समग्र रेनॉल्ड्स संख्या वास्तव में 8000 से अधिक है ठीक है यदि आपकी रेनॉल्ड्स संख्या 2000 से 8000 के बीच है तो यह अभिव्यक्ति मान्य नहीं होगी यदि यह 8000 से अधिक है तो केवल आप C2 12 और C2 C1 12 और C2 1 कर सकते हैं अब इस माध्य वॉइड अंश का उपयोग करके हम क्या लिख सकते हैं α जो मैंने पहले आपको यहाँ दिखाया है जो jg ub के अलावा कुछ भी नहीं है तो वही बात हम यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा Qg के बराबर है अब इस jg को QgAg में बदला जा सकता है ताकि उसे Qg और Ag के रूप में लिखा जा सके तो आपके ub के स्थान पर हम C1j C 2 गुना u∞ में लिख रहे हैं तो C1j अब j को एक बार फिर jg jf के रूप में लिखा जा सकता है और jg को Ag Qg और Qg A लिखा जा सकता है और jf को Q A के रूप में लिखा जा सकता है तो आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि हम Qg A के रूप में लिख रहे हैं यहाँ हम Qg A कर रहे हैं और यहाँ हम Qf A कर रहे हैं इसलिए A को रद्द किया जा सकता है और A को अंतिम टर्म में अवशोषित किया जा सकता है जो C2 गुना u∞ था तो C2 गुना u∞ गुना a तो यह टरबुलेंट प्रवाह के लिए α के लिए अभिव्यक्ति बन जाता है अब जैसा कि हम जानते हैं कि न केवल α का मान और बुलबुले का वेग महत्वपूर्ण होगा महत्वपूर्ण यह जानना होगा कि दबाव गिराव क्या है तो यहाँ मैंने आपको स्लग प्लग प्रवाह में भी दबाव गिराव के लिए अभिव्यक्ति दिया है आप देखते हैं कि माइनस dp dz को बायअंशी दबाव गिराव के रूप में लिखा जा सकता है तो यह G गुना ρf गुना 1 α है अब यह α वास्तव में पिछली गणना से उपयोग किया जाएगा औसत अल्फ़ा जो भी हमने पाया है वह ρf गुना 1 α ρg गुना α है यह बायअंशी से है और फिर 1 α गुना ff इसलिए हम तरल पदार्थ वाले हिस्से का उपयोग कर रहे हैं तो ff गुना 2 गुना ρf j2 D होगा जैसा कि आप स्लग प्रवाह से निपट रहे हैं तो तरल वेग और गैस सतही वेग का पता लगाना मुश्किल होगा तो हम क्या करते हैं हम समग्र सतही वेग j का पता लगाते हैं और हम घर्षण दबाव गिराव को तरल भाग के टर्म में व्यक्त करते हैं तो यहां पर हम अगर ff को उपयोग कर रहे हैं यह घर्षण वाला अंश जिसे हम व्याख्यान में चर्चा कर चुके हैं ठीक है अब घर्षण कारक का पता लगाने के बाद यह जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि तरल प्रवाह दर क्या होगी क्या यह नीचे की ओर आ रहा है ठीक है इसलिए यह आकलन करने के लिए पहले हमें बताएं कि गैसीय प्रवाह दर क्या है तो गैसीय प्रवाह दर गैसीय प्लग का प्रवाह होगा तो यह Qg है और तरल प्रवाह दर Qf होगा इसलिए Qg को हम तरल द्वारा अधिकृत क्षेत्र माफ कीजिए गैसीय प्लग गुणा गैसीय वेग लिख सकते है तो यहाँ हमने माना था कि पाइप का व्यास D था और हमने माना था कि गैसीय प्लग के आसपास फिल्म की मोटाई D∞ है तो कुल मिलाकर हमें पता चल जाएगा कि इस गैसीय प्लग का व्यास D 2 गुना 𝛿∞ है तो हम इस गैसीय प्लग के क्षेत्र का पता लगा लेंगे अगर आप एक पूर्ण सिलेंडर को इस गैसीय प्लग के रूप में मानते हैं तो यह π 4 D 2 𝛿2 हो जाएगा ठीक है तो यह गैसीय प्लग का क्षेत्र है जो इसे एक सिलेंडर के रूप में विचार करता है गुना वेग ug है तो पता चल जाएगा कि यह इस सेल में गैस प्रवाह दर है अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि तरल प्रवाह दर क्या है तो अब क्या करोगे जैसा कि हम जानते हैं कि समग्र प्रवाह दर समग्र प्रवाह दर जिसे हम Qf Qg के योग से जानते हैं इसलिए मैं लिख सकता हूं Q Qg Qf है अब यह Qg कभी Qg के बराबर नहीं होगा क्योंकि इस मामले में हमारे पास कोई गैसीय चरण नहीं है तरल स्लग में हम कोई गैसीय चरण नहीं रखते हैं तो यहाँ हम इस Q को Qf Qg के रूप में ज्ञात कर सकते हैं और इसे Qg Qf के रूप में लिखा जा सकता है क्यों यह Qf माइनस क्योंकि इस क्रॉस सेक्शन में यदि आप इस क्रॉस सेक्शन को देखते हैं तो यहाँ पर यह बिंदीदार रेखा Qf अब निगेटिव दिशा में है तो हम नीचे लिख सकते Qf A Qg A Q A है तो इस अभिव्यक्ति से मैं लिख सकता हूँ Qf बराबर है Q माइनस Qg के और यदि आप इसे A से विभाजित करते हैं तो हमें यह अभिव्यक्ति मिलती है बाएं हाथ की ओर को jf लिखा जा सकता है क्योंकि A द्वारा Qf jf के अलावा और कुछ नहीं है ठीक है तो हमें jfके बराबर Qg A प्राप्त होता है अब Qg क्या है एक बार फिर हमने यहाँ पर लिखा है या मूल्यांकन किया है कि Qg गैसीय प्रवाह दर का मान है तो यह यहाँ पर लिखा जाएगा और A जो कि पाइप के क्षेत्र के अलावा और कुछ नहीं है तो यह π4 D2 है तो आप यहां π 4 D2 के टर्म में लिख सकते हैं और वास्तव में हम जानते हैं Q A वास्तव में j है ठीक है तो अगर हम बस यह पहली टर्म दाहिने हाथ की ओर हम कुछ पा रहे होंगे 1 2𝛿∞ D 2 गुना ub अब यह ug को हम ub में परिवर्तित कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यह गैसीय वेग एक गैसीय प्लग वेग बुलबुला वेग के समान होगा तो हमें jf 1 2𝛿∞ D 2 ub j मिलता है ठीक है इसलिए पहले ही हमें पता चल चुका है कि पिछली स्लाइड में ub क्या है टरबुलेंट मामलों के लिए एक ही सूत्र यहाँ पर उपयोग किया जाएगा 12 j u∞ 1 तो यह वास्तव में 12 j u∞ था यदि आप u∞ को कॉमन लेंगे और फिर पूरी अभिव्यक्ति को u∞ द्वारा विभाजित करेंगे तो यह बाईं ओर है इसलिए बाएं हाथ की ओर से jf u∞ बन जाएगा दाहिने हाथ की ओर 12 j u∞ 1 बन जाएगा और फिर यह अभिव्यक्ति गुणक होगा यह क्षेत्र अनुपात से आ रहा है तो यह यहाँ पर रहेगा और अंतिम टर्म माइनस j u∞ रहेगा तो इस तरह से हम तरल प्रवाह दर का पता लगा सकते हैं क्रॉस सेक्शन में तरल सतही वेग जहां गैसीय प्लग मौजूद है अगला यदि हम फॉलिंग फिल्म सिद्धांत पर विचार करते हैं तो j u∞ को फॉलिंग फिल्म सिद्धांत से भविष्यवाणी की जा सकती है इसलिए इस पर मिओसिस और ग्रिफ़िथ द्वारा चर्चा की गई है मैं इस के विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे फॉलिंग फिल्म सिद्धांत का उपयोग करके अनुभव किया जा सकता है फॉलिंग फिल्म सिद्धांत कैसे तरल वेग सतही वेग पाया जा सकता है तो यहाँ आप देखते हैं कि यह वेग और कुछ नहीं होगा लेकिन jf u∞ 385 Nf होगा Nf पहले से ही हमने चर्चा की है कि वह नन डाइमेंशनल इनवर्स विस्कोसिटी गुना 𝛿∞ है एकसमान फिल्म मोटाई को D3 से विभाजित किया गया है यह अभिव्यक्ति रेनॉल्ड्स संख्या के लिए वैध है फिल्म रेनॉल्ड्स संख्या 3500 से कम है फिल्म रेनॉल्ड्स संख्या की परिभाषा मैंने यहां पर दी है तो फिल्म रेनॉल्ड्स नंबर है और कुछ नहीं बल्कि Qf A गुना u∞ गुना 0345Nf है और अगर यह फिल्म रेनॉल्ड्स संख्या 3500 से बड़ी है तो आप इस अभिव्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं jf u∞ 183 d∞ D32 अगला हम ऊर्ध्वाधर एक से क्षैतिज स्लग प्रवाह पर स्थानांतरित करते हैं इसलिए यहां मैंने एक बार फिर से क्षैतिज स्लग प्रवाह के योजनाबद्ध रूप को दिखाया है तो आप पता लगा सकते हैं कि क्षैतिज स्लग प्रवाह के मामले में यह एक बार फिर टेलर बबल की तरह है तो यह वास्तव में बीच में एक गैसीय प्लग है हमारे पास बीच में दो गैसीय प्लग है हमारे पास एक तरल स्लग है एक बार फिर उसी स्थिति में यह बुलबुला वेग है फिल्म की मोटाई हमने डेल्टा के रूप में दर्शाया है ठीक है और यहाँ मैंने बुलबुले की लंबाई को Lb के रूप में और Ls के रूप में तरल स्लग की लंबाई को दिखाया है अब यदि आप बहुत ही बुनियादी निरंतरता समीकरण से शुरू करते हैं तो मैं Ab को ub में लिख सकता हूं जो A गुणा j के बराबर है क्यों क्योंकि आप इस क्षैतिज स्लग प्रवाह में देखते हैं वास्तव में बुलबुले की गति समग्र प्रवाह का कारण होगी क्योंकि अन्यथा यह बायअंशी द्वारा सहायता नहीं करता है प्रवाह को बायअंशी द्वारा सहायता नहीं दी जाती है तो आपको पता चल जाएगा कि जब बुलबुला गतिमान है जो केवल प्रवाह का कारण होगा तो यह आप निरंतरता की ओर से देखते हैं यदि आपको पता चलता है कि इस बुलबुले के लिए मात्रा प्रवाह दर क्या है तो ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि Ab गुना ub है जो समग्र प्रवाह A गुना j के लिए जिम्मेदार होगा अब यहाँ से अगर हम यह पता लगाने की कोशिश करें कि ub का मान क्या है तो ub Ab A गुना j आ जाएगा अब एक बार फिर से हम जानते हैं कि A π 4 D2 होगा D ट्यूब व्यास है और Ab मैं लिख सकता हूं π 4 π 4 D2 1 2 𝛿 D 2 के लिए जो मैंने पहले से ही आपको ऊर्ध्वाधर मामले में दिखाया है ठीक है तो यहाँ हमारे पास j हैं इसलिए j यहाँ पर रहेगा इसलिए पहले से ही मैंने आपको यहाँ पर अभिव्यक्ति दिखाई है तो आप यह पता लगा सकते हैं कि इस से हम यह अभिव्यक्ति प्राप्त कर रहे हैं तो इस D2 और D 2 को रद्द करने के बाद ub अंततः और j को ठीक करने के लिए पावर माइनस 2 को 1 4 𝛿 D गुणा j होगा ठीक है अब यह हम लिख सकते हैं जब भी हमने 𝛿 d को 2 से कम माना था क्यों क्योंकि यह एक बहुपद है इसलिए यदि हमें पता चलता है कि यह डेल्टा 1 से बहुत छोटा है तभी मैं लिख सकता हूँ कि यह वास्तव में गुणा माइनस 2 गुना 𝛿 Dहै तो जो वास्तव में 1 4 𝛿 D होगा ठीक है तो यह अभिव्यक्ति बुलबुला वेग केवल पाइप व्यास की तुलना में केवल बहुत छोटी फिल्म मोटाई के लिए मान्य है यदि यह छोटा नहीं है तो आपको समग्र बहुपद के साथ जाना होगा और हमें इसका मूल्यांकन करना होगा ठीक है अब हम अपने ऊर्ध्वाधर मामले की तरह देखते हैं कि महत्वपूर्ण नॉन डायमेंशनल संख्या क्षैतिज स्लग प्रवाह के मामले में क्या हैं तो पहली महत्वपूर्ण नॉन डायमेंशनल संख्या j μf σ है ठीक है दूसरा हम jD μf के रूप में ले सकते हैं तो यह विस्कस प्रभाव है इसमें विस्कुस प्रभाव की तुलना में सतह तनाव प्रभाव है और दूसरा हम λ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं जो इन दो के बीच का अनुपात होगा ठीक तो यहां आपको पता चल जाएगा कि इसमें 3 मापदंड लैम्ब्डा j μf f σ और jD μf हैं यदि आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यह मापदंड वास्तव में कैसे जुड़ा है तो हम कुछ इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं तो एब्सिशा में हम सिग्मा द्वारा पहला नॉन डायमेंशनल संख्या jμf σ होगा और ऑर्डिनेट में दूसरा जो वास्तव में j ub है तो यहाँ यह वास्तव में नॉन डायमेंशनल बुलबुला वेग है जो समग्र सतही वेग से नॉन डायमेंशनल है और यहां विभिन्न λ मूल्य वाले कई घटों का पता लगाया जाएगा तो लैम्ब्डा वास्तव में इन दो नॉन डायमेंशनल संख्याओं के बीच का अनुपात है और यह μf2 Dρf σ है तो यहाँ हम पता लगा सकते हैं कि वक्र इस तरह से बदलेगा एक कम विस्कोसिटी तरल पदार्थ के लिए पता चल जाएगा कि बुलबुला वेग उच्च है ठीक और हम यह अलग अलग लैम्ब्डा के लिए पता लगाएंगे लैम्ब्डा बढ़ने पर हमें पता चलेगा कि वक्र गिर रहा है वास्तव में यह नीचे की तरफ वालिस द्वारा प्रस्तावित किया गया है अगला हमें यह पता लगाने की कोशिश करें कि इस मामले में बुलबुला वेग और समग्र वॉइड अंश क्या है तो जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि टरबुलेंट की स्थिति के लिए ub कुछ भी नहीं C1 गुणा j प्लस C2 गुणा u∞ है तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं u∞ को हम 0 बना सकते हैं क्योंकि यह क्षैतिज पाइपलाइन में है तो कोई वेग नहीं होगा बुलबुले का अनकंस्ट्रेंड वेग होगा तो आप लिख सकते हैं कि u∞ बराबर 0 है इसलिए हम पाते हैं ub के बराबर को C1 गुणा j हैं अब एक बार फिर विभिन्न सहसंबंध हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहसंबंध क्षैतिज स्लग प्रवाह के लिए C1 का पता लगाने के लिए है C1 होगा 1 प्लस 127 गुणा 1 e का पावर माइनस 38 गुना ufj σ 8 ठीक है ठीक है अब अगर हम वॉइड अंश की भी गणना करना चाहते हैं तो आप देखते हैं कि वॉइड अंश अल्फा jg ug होगा हम जानते हैं कि ug वास्तव में ub होगा क्योंकि गैसीय अवस्था केवल बुलबुले में सीमित होती है तो हमें अब ug बटा ub पता लगाना होगा और पहले से ही मैंने दिखाया है कि ub के बराबर C1j है तो हम jg C1गुना j लिख सकते हैं इसलिए ub को C1 गुना j में बदल दिया गया है तो हम 1 C1 और फिर jg j प्राप्त करते हैं j को jg jf के रूप में लिखा जा सकता है पहले व्याख्यान में मैंने आपको यह हिस्सा दिखाया है और एक बार फिर से j को Q के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है तो आप नीचे लिख सकते हैं कि α बराबर 1 C1 Qg Qg Qf है तो यहाँ पर Qg Qg Qf है आइए अब हम यह आकलन करने की कोशिश करते हैं कि इस स्लग प्लग के प्रवाह में दबाव कितना होगा इसलिए यहां हम पहले लिख रहे हैं या हम पहले बुलबुले की मात्रा का आकलन कर रहे हैं तो हम यह पता लगा सकते हैं कि बुलबुले की मात्रा v गुना अल्फा होगी और बुलबुले की यह मात्रा इस मात्रा को A गुना Ls Lb के रूप में लिखा जा सकता है अब यह A गुना Ls Lb सेल की एकात्मक चौड़ाई के लिए आयतन है हमने यहां जो कुछ भी दिखाया है कि हमारे पास एक गैसीय प्लग और तरल स्लग हैं इसलिए यदि हम एक यूनिट पर विचार करते हैं तो इस यूनिट की मात्रा यह है एक A पाइप व्यास है और Ls स्लग लंबाई है और Lb बुलबुला की लंबाई है तो हम पता लगा सकते हैं कि Vb बराबर A गुना Ls Lb गुना α है अब पहले से ही हमने यह लंबे बुलबुले के लिए दिखाया है हमें पता चलेगा कि ub पिछली स्लाइड में C1 गुना j के बराबर है हमने दिखाया है कि ub बराबर C1 गुना j है तो हम क्या कर सकते हैं हम C1 को 1 C1 लिख सकते हैं जो वास्तव में j ub के बराबर है तो अब हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मात्रा बहाव दरों के मामले में यह j और u क्या है तो j को Q A के रूप में लिखा जा सकता है और ub को Qb Ab के रूप में लिखा जा सकता है और जैसा कि हम जानते हैं कि Q और Qb दोनों समान होंगे क्योंकि स्लग बबल वास्तव में पाइपलाइन के अंदर प्रवाह का कारण बन रहा है तो हम यह पता लगा सकते हैं कि 1 C1 Ab A के अनुपात में आता है अब Ab क्या है एब एक बार फिर Ab को Vb Lb के रूप में लिखा जा सकता है क्योंकि बुलबुला की मात्रा वास्तव में बुलबुला का क्षेत्र और बुलबुले की लंबाई होगी ठीक है तो आखिरकार मुझे 1 C1 मिलता है Vb A Lb के बराबर हैं अब दबाव गिराव से संबंधित पहले से ही हम जानते हैं कि यह एक क्षैतिज पाइप है तो क्षैतिज मामलों के लिए आपका गुरुत्वाकर्षण दबाव 0 होगा इसलिए -dpdz क्षैतिज मामलों के लिए गुरुत्वाकर्षण हेड वास्तव में बायअंशी हेड 0 है लेकिन यहां पर घर्षण हेड होगा तो घर्षण हेड मैं नीचे लिख सकता हूं dpdz f बराबर 2 गुना ff होगा यहाँ मैं द्रव अंश पर विचार कर रहा हूँ तो 2 ff गुना ρf गुना j2 D ठीक है अब अगर हम विचार कर रहे हैं कि टेलर बबल के अंदर की गतिकी का अर्थ है कि टेलर बबल के अंदर गैसीय गतिकी है तो हमें पता चलेगा कि एक गुणक आवश्यक है तो इस गुणक को 1969 में वालिस द्वारा यहाँ प्रस्तावित किया गया है इसलिए यह गुणक Ls 4D है तो स्लग लंबाई और बबल लंबाई और ट्यूब व्यास पर निर्भर है तो अगली बार हम यह पता लगाने की कोशिश करें कि यह दबाव कैसे गिरता है और इसे कैसे सरल बनाया जा सकता है और इसे मात्रा गुणों के रूप में पाया जा सकता है तो पहले से ही हम दिखा चुके हैं कि dp dz 2ff ρf गुना j 2 D Ls 4D Ls Lb होगा अब मैं इस भाग को सरल करता हूँ तो यह मैं आसानी से 1 माइनस Lb बटा Ls Lb प्लस 4 DLs Lbलिख सकता हूं मूल रूप से यह पहले 2 टर्म मुझे Ls बटा Ls Lb देता है तो यह Lb और Ls Lb मैं Ls Lb को जल्दी से बदल सकता हूं क्योंकि मैं A को Vb में लिख सकता हूं क्योंकि पहले ही मैंने Vb बराबर A गुना Ls Lb गुना अल्फा के बराबर बताया है तो Ls Lb होगा Vb A α तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ मैंने A Vb α लिखा है और Lb के लिए मैंने Vb C1 गुना A क्योंकि यह Lb वास्तव में बुलबुले की लंबाई है तो बुलबुले की लंबाई वास्तव में यहाँ पर बुलबुले की मात्रा के साथ विलय कर दी जाएगी इसलिए बुलबुले का मात्रा गुना बुलबुले का क्षेत्र बुलबुले की लंबाई निकल कर आएगी तो यहाँ हम यह जान सकते हैं कि इस Lb और LsLb दोनों को इस कारक द्वारा बदल दिया गया है और यहाँ एक बार फिर से यह Ls Lb उसी तरीके द्वारा किया गया है तो यह V बटा A एक बार फिर VA होगा यदि आप इसे अंततः आगे सरल बनाते हैं तो मैं पाऊंगा -dp dz 2ff ρf j2 D गुना गुना अल्फा प्लस 4 DA V अब यहाँ पर यह अभिव्यक्ति जिसे आप C1 देखते हैं वह वास्तव में अनुभवजन्य मापदंड है तो इसका उपयोग करके वॉलिस के सहसंबंध से पता लगाया जा सकता है जो मैंने आपको पहले बताया है और बाकी चीजें हम स्लग प्लग प्रवाह से पता कर सकते हैं और मूल्यांकन किया जा सकता है इस व्याख्यान में संक्षेप में हमने टर्मिनल वेग की गणना के लिए गणना की प्रक्रिया को समझा है हमने नॉन डायमेंशनल संख्याओं से टेलर बबल की टर्मिनल वेग की गणना की प्रक्रिया को समझा है हमने ज्यामितीय विन्यास से गैसीय प्लग के चारों ओर तरल फिल्म सतही वेग का मूल्यांकन किया है हम क्षैतिज स्लग प्रवाह स्थिति में बुलबुले के वेग को तैयार करते हैं और इसमें हमने माना है कि बुलबुले के आसपास पतली फिल्म हैं और अंत में हमने एक क्षैतिज स्लग स्थिति के अंदर दबाव गिरने की गणना के लिए प्रक्रिया प्रस्तुत की है आगे हम परखते हैं कि आप इसको पढ़ चुके हैं तो हम एक बार फिर से 3 सवाल कर रहे हैं सबसे पहले गैसीय प्लग तरल वेग के आसपास स्लग प्रवाह में 4 विकल्प हैं ऊपर दोलन नीचे और क्षैतिज तो ज्यादातर आप समझ गए होंगे कि इसका जवाब क्या है सही उत्तर नीचे की ओर है क्योंकि तरल स्लग के चारों ओर नीचे की ओर वेग होगा ठीक दूसरा प्रश्न कौन सा बल एक एकल बुलबुला के राइज वेग की गणना के लिए माना जाता है हमारे पास 4 विकल्प हैं बायअंशी जड़ता विस्कस और सतह तनाव टर्मिनल बल एकल बुलबुले के राइज वेग की गणना के लिए कौन सा बल महत्वपूर्ण है उत्तर है सभी तो सभी बल उचित वृद्धि वेग की गणना के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं अंतिम प्रश्न क्षैतिज स्लग प्रवाह के लिए है कौन सा संबंध सही नहीं है तो हमारे पास 4 समीकरण हैं गुरुत्वाकर्षण दबाव गिराव 0 के बराबर है घर्षण दबाव गिराव 2ff ρf j 2 D के बराबर है एक बार फिर गुरुत्वाकर्षण दबाव में गिराव 2ff ρf j 2 D के बराबर है और ub C1j के बराबर है शायद आप समझ गए हैं कि कौन सा सही है जाहिर है कि सी सही उत्तर नहीं है आशा है कि आपको यह व्याख्यान पसंद आया होगा धन्यवाद